एक पेटेंट खोज ऑर्डर कैसे करें एक पेटेंट खोज ऑर्डर कैसे करें पेटेंट संबंधी खोज के आदेश देने से पहले आप कुछ कारकों पर विचार करेंगे पेटेंट संबंधी खोज के आदेश देने से पहले आप कुछ कारकों पर विचार करेंगे पहला खोजकर्ता के चयन में होगा पहला खोजकर्ता के चयन में होगा आप सामान्य रूप से एक खोजकर्ता का चयन करेंगे जो एक विशेष तकनीक में सक्षम है आप सामान्य रूप से एक खोजकर्ता का चयन करेंगे जो एक विशेष तकनीक में सक्षम है खोजकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो सकते हैं जो विद्युत रासायनिक धातुकर्म या इलेक्ट्रॉनिकी और जैव प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ हो सकते हैं या वे कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों या यांत्रिक आविष्कारों में विशेषज्ञ हो सकते हैं खोजकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो सकते हैं जो विद्युत रासायनिक धातुकर्म या इलेक्ट्रॉनिकी और जैव प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ हो सकते हैं या वे कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों या यांत्रिक आविष्कारों में विशेषज्ञ हो सकते हैं तो आप अपने खोजकर्ता की पहचान करेंगे तो आप अपने खोजकर्ता की पहचान करेंगे इसलिए क्योंकि खोज कार्य डोमेन ज्ञान से अवगत होना है इसलिए क्योंकि खोज कार्य डोमेन ज्ञान से अवगत होना है और अगर किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि है तो आप उस व्यक्ति से बेहतर खोज की उम्मीद कर सकते हैं और अगर किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि है तो आप उस व्यक्ति से बेहतर खोज की उम्मीद कर सकते हैं आपके पास अलग अलग खोजकर्ता भी हो सकते हैं जो कार्य के विभिन्न हिस्सों को कर रहे हैं आपके पास अलग अलग खोजकर्ता भी हो सकते हैं जो कार्य के विभिन्न हिस्सों को कर रहे हैं उदाहरण के लिए आपके पास सभी पेटेंट कार्यालय फ़ाइलों को देखने के लिए एक खोजकर्ता हो सकता है उदाहरण के लिए आपके पास सभी पेटेंट कार्यालय फ़ाइलों को देखने के लिए एक खोजकर्ता हो सकता है यह पेटेंट कार्यालय से पूर्व कला है यह पेटेंट कार्यालय से पूर्व कला है आपके पास एक और खोजकर्ता हो सकता है जो गैर पेटेंट साहित्य खोजों को देखने की क्षमता रखता है आपके पास एक और खोजकर्ता हो सकता है जो गैर पेटेंट साहित्य खोजों को देखने की क्षमता रखता है और आपके पास एक अन्य भाग खोजकर्ता भी हो सकता है जो एक ही आविष्कार के लिए एक विदेशी पेटेंट देख रहा हो और आपके पास एक अन्य भाग खोजकर्ता भी हो सकता है जो एक ही आविष्कार के लिए एक विदेशी पेटेंट देख रहा हो इसलिए खोज का परिणाम एक उत्पाद हो सकता है जिसका निर्माण विभिन्न खोजकर्ताओं द्वारा विभिन्न श्रेणियों में खोज करने हो सकता है इसलिए खोज का परिणाम एक उत्पाद हो सकता है जिसका निर्माण विभिन्न खोजकर्ताओं द्वारा विभिन्न श्रेणियों में खोज करने हो सकता है दूसरे आप खोज अनुरोध में शामिल की जाने वाली जानकारी को निर्धारित करेंगे दूसरे आप खोज अनुरोध में शामिल की जाने वाली जानकारी को निर्धारित करेंगे खोज या खोज की गुणवत्ता आपके द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी पर निर्भर करेगी खोज या खोज की गुणवत्ता आपके द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी पर निर्भर करेगी यदि आपके पास आविष्कार का चित्र है तो व्यक्ति के लिए आविष्कार को समझना और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करना बहुत आसान हो जाता है यदि आपके पास आविष्कार का चित्र है तो व्यक्ति के लिए आविष्कार को समझना और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करना बहुत आसान हो जाता है इसलिए आप सामान्य रूप से खोजकर्ता के साथ चर्चा करेंगे कि खोजकर्ता को किन चीजों को देखना चाहिए और वे कौन से समय और संसाधन हैं जो आप खोज में डाल रहे हैं इसलिए आप सामान्य रूप से खोजकर्ता के साथ चर्चा करेंगे कि खोजकर्ता को किन चीजों को देखना चाहिए और वे कौन से समय और संसाधन हैं जो आप खोज में डाल रहे हैं इसलिए खोज के लिए एक बजट है और आप उस बजट में वर्णन करेंगे कि क्या करना है इसलिए खोज के लिए एक बजट है और आप उस बजट में वर्णन करेंगे कि क्या करना है आप खोजकर्ता से यह भी कहेंगे कि क्या खोज केवल उन्हीं सामग्रियों तक सीमित होनी चाहिए जो पेटेंट हैं जैसे पेटेंट साहित्य या क्या यह पेटेंट कार्यालय की फाइलों से परे भी जा सकता है और जिसे हम गैर पेटेंट साहित्य खोज कहते हैं आप खोजकर्ता से यह भी कहेंगे कि क्या खोज केवल उन्हीं सामग्रियों तक सीमित होनी चाहिए जो पेटेंट हैं जैसे पेटेंट साहित्य या क्या यह पेटेंट कार्यालय की फाइलों से परे भी जा सकता है और जिसे हम गैर पेटेंट साहित्य खोज कहते हैं और मुफ्त और सशुल्क दोनों में अलग अलग डेटाबेस हैं जिनका उपयोग खोज के लिए किया जा सकता है और मुफ्त और सशुल्क दोनों में अलग अलग डेटाबेस हैं जिनका उपयोग खोज के लिए किया जा सकता है तीसरी बात यह है कि खोज के दायरे का वर्णन करें तीसरी बात यह है कि खोज के दायरे का वर्णन करें यदि आप एक भारतीय पेटेंट दाखिल कर रहे हैं तो आप आमतौर पर भारतीय पेटेंट को कवर करने के लिए खोज चाहते हैं यदि आप एक भारतीय पेटेंट दाखिल कर रहे हैं तो आप आमतौर पर भारतीय पेटेंट को कवर करने के लिए खोज चाहते हैं और पूर्व कला भी प्रासंगिक हो सकती है और पूर्व कला भी प्रासंगिक हो सकती है और यदि आपकी खोज विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्राधिकार में प्रवेश करने के लिए हैजैसे कि एक विदेशी दाखिल तब आपको यह समझने की जरूरत है कि किसी विशेष अधिकार क्षेत्र में इस आविष्कार पर पेटेंट क्या है और यदि आपकी खोज विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्राधिकार में प्रवेश करने के लिए हैजैसे कि एक विदेशी दाखिल तब आपको यह समझने की जरूरत है कि किसी विशेष अधिकार क्षेत्र में इस आविष्कार पर पेटेंट क्या है तो आप यह भी बता सकते हैं कि क्या खोज में पेटेंट साहित्य और पेटेंट साहित्य पर होना चाहिए तो आप यह भी बता सकते हैं कि क्या खोज में पेटेंट साहित्य और पेटेंट साहित्य पर होना चाहिए इसलिए इन सभी मामलों में आप खोज के दायरे का वर्णन करेंगे जिसके आधार पर खोज रिपोर्ट तैयार की जाएगी इसलिए इन सभी मामलों में आप खोज के दायरे का वर्णन करेंगे जिसके आधार पर खोज रिपोर्ट तैयार की जाएगी अब चौथी बात जिस पर आप विचार करेंगे वह है आम तौर पर एक खोज की लागत अब चौथी बात जिस पर आप विचार करेंगे वह है आम तौर पर एक खोज की लागत लेकिन कुछ मामलों में जहां क्षेत्र या क्षेत्र की जटिलता या तकनीक में खोजकर्ता द्वारा खर्च किए जाने के लिए अधिक समय शामिल होता है तो आपके पास एक चर घटक होगा जहां अतिरिक्त घंटे खर्च किए जाने पर घंटों की संख्या के आधार पर पारिश्रमिक या शुल्क बदल जाएगा लेकिन कुछ मामलों में जहां क्षेत्र या क्षेत्र की जटिलता या तकनीक में खोजकर्ता द्वारा खर्च किए जाने के लिए अधिक समय शामिल होता है तो आपके पास एक चर घटक होगा जहां अतिरिक्त घंटे खर्च किए जाने पर घंटों की संख्या के आधार पर पारिश्रमिक या शुल्क बदल जाएगा पांचवी बात एक अनुरोध पत्र के माध्यम से खोज के जनादेश को निर्धारित करना है पांचवी बात एक अनुरोध पत्र के माध्यम से खोज के जनादेश को निर्धारित करना है यह खोजकर्ता को यह लिखकर बताया जाता है कि क्या खोज करने की आवश्यकता है यदि यह भारतीय पेटेंट कार्यालय है तो आप कहेंगे कि यह आविष्कार भारतीय पेटेंट कार्यालय में दायर किया जाना है और आप भारतीय पेटेंट कार्यालय के सभी पेटेंट को खोजना चाहते हैं यह खोजकर्ता को यह लिखकर बताया जाता है कि क्या खोज करने की आवश्यकता है यदि यह भारतीय पेटेंट कार्यालय है तो आप कहेंगे कि यह आविष्कार भारतीय पेटेंट कार्यालय में दायर किया जाना है और आप भारतीय पेटेंट कार्यालय के सभी पेटेंट को खोजना चाहते हैं यदि कोई विवरण या ड्राइंग जैसी कुछ और आवश्यक जानकारी है जो आगे स्पष्टता जोड़ सकती है तब आप खोजकर्ता को यह बताएंगे यदि कोई विवरण या ड्राइंग जैसी कुछ और आवश्यक जानकारी है जो आगे स्पष्टता जोड़ सकती है तब आप खोजकर्ता को यह बताएंगे यदि वर्गीकरण की खोज करने की आवश्यकता है तो आप खोजकर्ता को इसके बारे में बताएंगे यदि वर्गीकरण की खोज करने की आवश्यकता है तो आप खोजकर्ता को इसके बारे में बताएंगे और अगर आपके आविष्कार की नई विशेषताएं हैं तो जिन विशेषताओं को आप आविष्कारशील मानते हैं आप खोजकर्ता को यह भी बताएंगे कि ये आविष्कारशील विशेषताएं हैं और अगर आपके आविष्कार की नई विशेषताएं हैं तो जिन विशेषताओं को आप आविष्कारशील मानते हैं आप खोजकर्ता को यह भी बताएंगे कि ये आविष्कारशील विशेषताएं हैं इसलिए यह खोज आविष्कारशील विशेषताओं की तुलना करने और गैर पेटेंट योग्य या तुच्छ सुविधाओं को छोड़ने के लिए की जाती है इसलिए यह खोज आविष्कारशील विशेषताओं की तुलना करने और गैर पेटेंट योग्य या तुच्छ सुविधाओं को छोड़ने के लिए की जाती है अपने अनुरोध पत्र में आप एक समय सीमा भी निर्धारित करेंगे अपने अनुरोध पत्र में आप एक समय सीमा भी निर्धारित करेंगे इसलिए कि खोज एक समय सीमा के भीतर की जाती है और यदि कार्य में अतिरिक्त कार्य शामिल हैंतो इन्हें आप अपने खोज पत्र में भी निर्धारित करेंगे ताकि शर्तें लचीली हों इसलिए कि खोज एक समय सीमा के भीतर की जाती है और यदि कार्य में अतिरिक्त कार्य शामिल हैंतो इन्हें आप अपने खोज पत्र में भी निर्धारित करेंगे ताकि शर्तें लचीली हों आवश्यक होने पर आप एक व्यक्ति को अतिरिक्त कार्य करने के लिए अधिकृत करेंगे आवश्यक होने पर आप एक व्यक्ति को अतिरिक्त कार्य करने के लिए अधिकृत करेंगे